पिछले लेक्चर में हमने यह देखा था कि माइक्रोवेव आवृत्ति पर प्रतिबाधा के मिलान का क्या महत्व है अब इस लेक्चर में हम यह सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी लम्पड एलिमेंट्स वाले नेटवर्क में हम प्रतिबाधा के मिलान को कैसे डिजाइन कर सकते हैं अपनी कम आवृत्ति वाले नेटवर्क की जानकारी की वजह से हम लम्पड एलिमेंट्स से पहले ही परिचित हैं आम तौर पर हम लम्पड एलिमेंट्स का इस्तेमाल कुछ 1 गीगाहर्टज तक की आवृत्तियों पर डिजाइन करने के लिए ही करते हैं लेकिन अगर हम इससे ऊपर की आवृत्तियों पर जाएं तो लम्पड एलिमेंट्स का व्यवहार बदल सकता है जैसे कि अगर हम आवृत्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलें तो एक इंडक्टर में भी कुछ अवांछित कैपेसिटेंस जैसी चीजें आ जाते हैं तो यह व्यवहारिक रूप से कम से कम इंडक्टिव होता रहता है और ज्यादा से ज्यादा या फिर कभी कभी पूर्ण रूप से कैपेसिटिव हो जाता है हमारी प्रयोगशाला में अगर हम लम्पड एलिमेंट्स पर कोई प्रयोग करें और फिर स्रोत की आवृत्ति बदलने की कोशिश करें ताकि आप इस घटक को ऊर्जा दे सके तो आप यह देखेंगे कि कभी कभी यह कैपेसिटिव बन जाता है और कभी कभी यह पूर्ण रूप से रेसिस्टिव नहीं रहता ऐसा ही कैपेसिटर के साथ भी होता है यही कारण है कि उच्च आवृत्तियों पर आप लम्पड एलिमेंट्स पर निर्भर नहीं रह सकते उस वक्त आपको एक डिस्ट्रिब्यूटेड सर्किटरी की आवश्यकता पड़ती है जिससे आप L अथवा C वगैरह का काम ले सके तो यह हम अगले लेक्चर में देखेंगे तो यह वाला लम्पड एलिमेंट् पर आधारित प्रतिबाधा मिलान करने के लिए नेटवर्क का डिजाइन है एक प्रतिबाधा के आदर्श मिलान को हम सन्युग्मता का मिलान कहते हैं और बहुत सारे वास्तविक मामलों में हमने देखा है कि अगर हम लोड और स्रोत के बीच में यह मिलान कर ले तो हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं तो दोनों को कर पाने का मतलब यहां सोर्स रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट γS शून्य होगा और लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट γL भी शून्य होगा जोकि हम लोड प्रतिबाधा और स्रोत को एक दूसरे का सन्युग्म बना कर कर सकते हैं इसे हम एक इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क कहते हैं तो किसी स्रोत या लोड के मिलने पर कोई डिजाइनर या माइक्रोवेव इंजीनियर इसे करने के काबिल होना चाहिए पर वह हमेशा ही नेटवर्क के बीच में इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क डालता है और इस नेटवर्क को हम यह नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसका काम ही प्रतिबाधा का मिलान करना है तो वह इंजीनियर इस नेटवर्क को स्रोत और लोड के बीच में डालने के काबिल होना चाहिए अब आप देखिए कि इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क में एक इनपुट प्रतिबाधा है और इसी प्रकार से एक आउटपुट प्रतिबाधा है तो उसे इन दोनों की सन्युग्मता का मिलान करना चाहिए स्रोत की प्रतिबाधा तथा इनपुट प्रतिबाधा आपस में सन्युग्मता से संबंधित होनी चाहिए इसी प्रकार से आउटपुट प्रतिबाधा तथा लोड प्रतिबाधा भी आपस में सन्युग्मता से संबंधित होनी चाहिए तो फिर आप लोड तथा इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क के बीच में या फिर स्रोत तथा इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क के बीच में प्रतिबाधा मिलान से संबंधित समस्या का सामना नहीं करेंगे तो अब हम इस इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क का डिजाइन लम्पड एलिमेंट की सहायता से देखेंगे तो यहां देखिए मूल रूप सेइस सारी चीज में तीन उप प्रतिबाधा की मैचिंग लूप्स है पहली उप प्रतिबाधा एक पुराना स्रोत है जिसे के एक नए स्रोत से बदला गया है पुराना स्रोत इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क की तरफ देख रहा है नेटवर्क का पुराना लोड और यह सारी चीज भी यहां देख रही है क्योंकि हमने स्रोत प्रतिबाधा तथा इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क की इनपुट प्रतिबाधा के बीच सन्युग्मता का मिलान पहले ही कर लिया है तो यहां हम PL का यह समीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं अब आप यह समय देखिए हमने पिछले लेक्चर में सन्युग्मता के मिलान वाले मामले में कुछ शक्ति की गणना कर ली थी जो कि लोड प्रतिबाधा के प्रतिरोधक भाग को मिल रही थी वह Vs24RL के बराबर थी यहां इनपुट की तरफ यह पहली उप प्रतिबाधा मैचिंग लूप है जहां से हमें PL Vs24RL के बराबर मिलेगा तो आप देखिए की यह शक्ति जो हमें स्रोत के प्रतिरोधक भाग में मिल रही है वह उसी शक्ति के बराबर है जो इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क की इनपुट को मिल रही है फिर यहां पर दूसरी उप प्रतिबाधा की मैचिंग लूप देखी जा सकती है अब इसके बारे में कुछ खास नहीं है वह स्रोत की तरफ तीसरीउप प्रतिबाधा की मैचिंग लूप में देखिए क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि तो स्रोत की कुल शक्ति लोड को प्रदान की गई शक्ति से आधी है तो यह सन्युग्मता के मिलान जैसा ही मामला है तो इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क की इस परिचय के साथ भी आपको वही नतीजा मिल रहा है कि स्रोत की शक्ति 12PS है जोकि स्रोत रजिस्टेंस की शक्ति का तथा लोड रजिस्टेंस की शक्ति का आधा होगी अब यह इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क IMN सक्रिय या निष्क्रिय दोनों ही घटको से बनाया जा सकता है अब कुछ अच्छे इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क भी हैं जिनको ट्रांसिस्टर बेस्ड एमिटर फॉलोअर सोर्स फॉलोअर बफर जैसे सक्रियएलिमेंट से बनाया जा सकता है अब एक सक्रिय IMN की समस्या बिल्कुल जाहिर है क्योंकि सक्रिय उपकरणकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में बहुत से बदलाव होते हैं तो यही कारण है कि इस सारी चीज में नॉइस बढ़ जाती है इसके अलावा सक्रिय उपकरण निष्क्रिय उपकरणों की तुलना में महंगे भी होते हैं तो खर्च भी बढ़ रहा है जाहिर है कि किसी सक्रिय उपकरण में रैखिकतालीनियरिटी की भी सीमा होती है इसलिए बहुत बार सक्रिय उपकरणों में हमें नॉन लीनियरिटी का सामना करना पड़ता है तो आपको इसके बारे में बहुत सावधान रहना पड़ेगा इनमें करंट ड्रेन भी बढ़ जाता है क्योंकि सक्रिय उपकरण बहुत सारा बेस करंट वगैरा खींचते हैं तो यही कारण है कि अगर आपका उद्देश्य एक निष्क्रिय IMN से पूरा होता हो तो आप उसी का इस्तेमाल करें क्योंकि वह ज्यादा लाभदायक होगा तो एक निष्क्रिय IMNको आप R L C से बना सकते हैं लेकिन सामान्य रूप से रजिस्टरप्रतिरोधक का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कुछ शक्ति नष्ट हो जाती है यही कारण है कि अगर आप इसका बचाव कर सकें तो यह अच्छा होगा प्रतिरोधक से आपका उपकरण में नॉइस भी ज्यादा हो जाती है तो आमतौर पर हम निष्क्रिय IMN को L या C नेटवर्क से ही बनाते हैं अब अगर हमारे पास आदर्श L या C हो तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह धारणा एक निश्चित आवृत्ति तक ही लागू होती है तो इस आवृत्ति के बाद आदर्श जैसी कोई चीज नहीं होती लेकिन उस आवृत्ति की श्रेणी के अंदर यानी कि 1 गीगाहर्ट तक आप कह सकते हैं कि यह L या C रिएक्टिव एलिमेंट है तो यहां पर कोई शक्ति नष्ट नहीं होती तो उसके लिए PL या Pout समान होते हैं इसी वजह सेअगर इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क LC से बना है तो हम इसे जो भी इनपुट शक्ति प्रदान करते हैं हमें वही वापस मिल जाती है तो इस निष्क्रिय चीज में हमें वही शक्ति मिल जाती है क्योंकि L या C की वजह से कोई शक्ति नष्ट नहीं होती अब आप यह पक्का करिए के अधिकतम शक्ति स्थानांतरित हो और सिग्नल की वोल्टेज में कोई फेज़ का बदलाव ना आए अब सामान्य रूप से जब आप एक एंपलीफायर बनाना चाहते हैं तो तब आप 1 इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क की बजाय 2 इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क ले सकते हैं क्योंकि एक ट्रांसिस्टर में इनपुट और आउटपुट का आपस में कड़ा संबंध होता है यही वजह है कि वहां 1 इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क से हमें प्रतिबाधा का पूर्ण मिलान नहीं मिलता क्योंकि आपको यह पता है कि एक ट्रांजिस्टर या कोई 3 टर्मिनल वाले उपकरण में इनपुट और आउटपुट की आपस में कपलिंग होती है इसमें से आप एक को इनपुट दूसरे को आउटपुट और तीसरे को कॉमन टर्मिनल कहते हैं अब क्योंकि इनपुट और आउटपुट की आपस में कपलिंग है इसी वजह से वहां एक अतिरिक्त मैचिंग नेटवर्क की आवश्यकता है आमतौर पर 2 मैचिंग नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है पर हम इसके बारे में इस लेक्चर में बात नहीं करेंगे एक माइक्रोवेव एंपलीफायर डिजाइन करने वाले को यह पता होना चाहिए कि इसे कैसे करना है अब मूल रूप से आप यह देखेंगे कि अगर आप एक इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को LC के आधार पर डिजाइन कर रहे हैं तो वहां L या C प्रतिबाधाएं हैं वास्तव में इनमे रिएक्टेंस होती है जो की आवृत्ति पर निर्भर करती है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इस मैचिंग नेटवर्क की प्रतिबाधा भी आवृत्ति पर निर्भर करती है तो प्रतिबाधा का मिलान हमें किसी विशेष आवृत्ति पर ही मिलता है अब अगर आप यहां एक सिग्नल दे तो आप देखिए कि आमतौर पर हमारे सिग्नल एक बेसबैंड सिग्नल होते हैं जोकि बहुत सारी आवृत्तियों वाले सिग्नल को मिलाकर बनता है जैसे कि जब मैं बोल रहा हूं तो बहुत सारे साइनुसीओडल सिग्नल बाहर आ रहे हैं इनमें से हमें किसी एक आवृत्ति का पता करना है तो यह बहुत सारी नजदीकी आवृत्तियों का मिश्रण है तो इससे यह मतलब है कि अगर इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क का मिलान किसी एक विशेष आवृत्ति से हो गया है लेकिन अगर हमारा सिग्नल इसके बैंड से थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो जिसमें की थोड़ी चौड़े बैंड वाली आवृत्तियां शामिल हो तो क्या फिर यह प्रतिबाधा का मिलान हो पाएगा तो आप इसको स्मिथ चार्ट में इस चित्र में देखें कि अगर आप यहां प्रतिबाधा को प्लॉट करते हैं तो फिर आवृत्ति को बदलने पर भी यह प्रतिबाधा नहीं बदलती तो अगर यह बिंदु इस प्रकार पत्थर जैसा कठोर है तो यह एक अच्छा प्रतिबाधा का मिलान है लेकिन जैसे यहां इस वक्र पर दिख रहा है कि आमतौर पर आवृत्ति को बदलने पर इसके लोकस में थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है अब जाहिर है कि इसकी वजह से प्रतिबाधा में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा क्योंकि अगर ऐसा है तो हमारा सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है क्योंकि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क से एक विशेष प्रतिबाधा मिले इसीलिए हम यह परिभाषित करते हैं कि नैरो बैंड मैचिंग क्या है नैरो बैंड प्रतिबाधा के मिलान से हमारा यह मतलब है कि यहां रिलेटिव बैंडविथ जिसमें बैंडविथ का मतलब है किसी नेटवर्क की अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति का अंतर तो इस बैंडविथ को केंद्रीय आवृत्ति से विभाजित करके हमें वह रिलेटिव बैंडविथ मिलती है जो कि एक नैरो बैंड डिजाइन के लिए 15 के अंदर होने चाहिए इस लेक्चर के अंत में हम वाइड बैंड इंपेडेंस मैचिंग का डिजाइन देखेंगे जिसमें की बहुत चौड़े बैंड वाली आवृत्तियां मतलब कि ऐसे सिग्नल जिनमें बहुत चौड़े बैंड वाली आवृत्तियां है उनको भी हम इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क से मिला सकते हैं अब एक चीज यह है कि आप इसे प्लॉट कर सकते हैं अगर आपको रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट शून्य के बराबर नहीं भी दिया गया तब भी आप इसे 0 मान सकते हैं जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे पास लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के मूल्य के आधार पर शक्ति में कुछ लॉसनुकसान मिलता है इसलिए मैं यहां पर रिटर्न लॉस को एक निश्चित स्तर पर रख रहा हूं तो शक्ति का नुकसान इतना है और मान लीजिए कि यह संतोषजनक है इस मामले में हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हम अधिकतम कितना लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट झेल सकते हैं यहां रिटर्न लॉस dB स्केल में परिभाषित किया गया है तो आप इसे प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है इसका यह मतलब है कि हमारे स्मिथ चार्ट में यह Γu jv है तो हमारा पावर रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट इस प्रकार से होगा तो अब आप स्मिथ चार्ट को एक uv चार्ट की तरह मानिए यह एक रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट चार्ट है तो इसमें u2v2 एक वृत्त के परिवार को दर्शाएगा जिसका केंद्र 0 पर है और जिसका त्रिज्या गामा के परिमाण के बराबर है तो आप बहुत सारे वृत्त जोकि भिन्न भिन्न रिटर्न लॉस के लिए है उनके लोकस प्लॉट कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि क्या आपके प्रतिबाधा के बिंदु इन वृत्तों के अंदर हैं या नहीं अगर यह बिंदु वृत्त के अंदर है तो आप यह जानिए कि हम इस रिटर्न लॉस को संभाल सकते हैं जैसा कि पहले था जब आप इसको बदलता हुआ देखते हैं तो आप यहां देखिए मान लीजिए कि मुझे इस आवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है लेकिन हमारा रिटर्न लॉस इससे ज्यादा नहीं बदलना चाहिए तो अगर मैं इस वक्र को और इस रिटर्न लॉस वाले वृत्त को एक दूसरे के ऊपर मिलाकर रख लूं तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमें अधिकतम कितना रिटर्न लॉस झेलना पड़ेगा और यहां से हम यह भी बता सकते हैं कि यह डिजाइन अच्छा होगा या नहीं तो इसे हम रिटर्न लॉस लिमिटेशन कहते हैं तो रिटर्न लॉस के समायोजन से प्रतिबाधा का मिलान यहां आप RL के स्वीकृत कर को खोजें और फिर इस व्रत को बनाएं जो इस वास्तविक अक्स को दो बिंदुओं पर काटेगा यह दो रजिस्टेंस को चुन ले इसके बादके चरम सीमा वाले बिंदुओं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है अब यह पता करने के लिए किइस इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क मिलान में हमारा रिटर्न लॉस कितना है उसके लिए हम नेटवर्क एनालाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम नेटवर्क एनालाइजर को इस लेक्चर की सीरीज में बाद में पढ़ेंगे तो इस नेटवर्क एनालाइजर में आप इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क के इनपुट अथवा आउटपुट पोर्ट को जोड़ सकते हैं और आप बहुत सारे स्कैटरिंग पैरामीटर जिनके बारे में हम बाद में पड़ेंगेके बारे में पता कर सकते हैं आप यह भी पता कर सकते हैं कि इस इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क का व्यवहार कैसा है तो इसकी मदद से आप इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क का अध्ययन कर सकते हैं तो आइए अब हम निष्क्रिय IMN के डिजाइन पर चलते हैं किसकी शब्दावली में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि सामान्य रूप से एक आर्म का मतलब सीरीज एलिमेंट होता है तो यह एक इंडक्टर inductor L भी हो सकता है और कैपेसिटर capacitor C भी तो आर्म का मतलब सीरीज तथा आर्म ब्रांच का मतलब पैरेलल ब्रांच होता है तो वह भी L या C हो सकते हैं तो इसका यह मतलब है कि आप इसमें L या C को सीरीज या पैरेलल या उनके संयोग से बने विभिन्न प्रकार के नेटवर्क देख सकते हैं तो अब मान लीजिए कि IMN का एक भाग सीरीज से बना है तो इस मामले में मान लीजिए कि पिछली प्रतिबाधा Zo थी जिसमें आप यह सीरीज वाला भाग जोड़ रहे हैं तो Z एक नई तरंग बन जाएगा और अगर यह सीरीज में है तो यह अतिरिक्त ∆Z इस आर्म द्वारा दिया जाएगा तो फिर L या C के लिए∆R शून्य होगा तो इसको आप ∆Zमें जोड़ें तो अब आप यह देख सकते हैं कि एक सीरीज L या C की आवृत्ति प्रतिक्रिया frequency response फ्रिकवेंसी रिस्पांस इस प्रकार से बदल रही है इसे हम फ्रिकवेंसी रिस्पांस कहते हैं तो इंडक्टेंस के लिए यह बदलाव रैखिक है जबकि कैपेसिटेंस के लिए नहीं कैपेसिटेंस के लिए यह एक हाइपरबोला जैसा बदलाव है तो हमें इस आवृत्ति प्रतिक्रिया frequency response फ्रिकवेंसी रिस्पांस का पता है तो पिछली बार हमने यह देखा था कि हम स्मिथ चार्ट में कैसे एक कैपेसिटेंस के लिए बदलाव देख सकते हैं तो मान लीजिए कि यह बिंदु P है यह बिंदु P हमने तब बनाया है जब हमने इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को सीरीजआर्म के साथ नहीं जोड़ा अब मैं इसमें यह सीरीज वाली चीज लगाऊंगा तो अगर यह एक सीरीज इंडक्टर है तो इसका मतलब यह है कि इंडक्टेंस का मूल्य बढ़ जाएगा तो इससे सकारात्मक रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगी तो इस स्मिथ चार्ट से आप मूल रूप से यह जान सकते हैं अगर मैं इस कांस्टेंट रजिस्टेंस वाले वृत्त पर घड़ी की सुई के अनुसार चलूंगा तो मुझे रिएक्टेंस का उच्च मूल्य मिलेगा और दूसरी तरफ अगर यह एक सीरीज कैपेसिटर होता तो यह मूल्य नीचे आ जाता और मैं घड़ी की सुई की उलटी दिशा में जाता इसको यहां पर Cs दिशा से दिखाया गया है तो किसी सीरीज आर्म में L के लिए हम घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं जब कि C के लिए हम घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलते हैं अब इसी प्रकार से यह ब्रांच पैरेलल भी हो सकती थी इस मामले में नई एडमिटेंस पुरानी एडमिटेंस में ΔY जोड़कर मिलेगी और L या C के लिए कंडक्टेंस का बदलाव 0 होगा तो यह इन ब्रांच की आवृत्ति प्रतिक्रिया frequency response फ्रिकवेंसी रिस्पांस है यह भी आपको पता है अब स्मिथ चार्ट में इसका यह मतलब है कि इस बिंदु P से मेरे पास एक पैरेलल ब्रांच की इंडक्टेंस है इसका यह मतलब है कि मैं घड़ी की सुई की उलटी दिशा में चलूंगा जबकि पैरेलल कैपेसिटर CP के लिए मैं घड़ी की सुई की दिशा में चलूंगा तो इसका यह मतलब है कि पिछले दो चित्रों में मैंने इसको यहां डाला है तो यहां देखिए यह बिंदु P है और यह प्रतिबाधा है अब इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क मेंअगर हम R या L या C या इनमें से किसी भी एक को जोड़ते हैं तो अगर वह एक L है तो हम घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं अगर वह Cs है तो हम घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में चलते हैं तो आप देखिए यहां पर बहुत सी दिशाए हैं इस पर आधारित एक मुद्दा यह है इस बिंदु Pसे मान लीजिए कि यहां रिटर्न लॉस संतोषजनक नहीं है और हम इसे कम करना चाहते हैं इस इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क की मदद से हम बहुत सारी प्रतिबाधाओं को खींच सकते हैं यानी कि यह चित्र आपकी सहायता करेगा कि आपको यहां Ls जोड़ना है या RP आपके पास बहुत सारे विकल्प है पर इनको कहां खींचना है वह आप यहां से देख सकते हैं तो अब देखिए चाहे यह स्वीकृत हो या ना चाहे आपको इससे रिटर्न लॉस में बढ़ावा मिले या घटाव जाहिर है कि इसको खींचने से आपका लक्ष्य चार्ट के केंद्र में आना है तो यह एक सन्युग्मता के मिलान का मामला होगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि स्मिथ चार्ट के केंद्र में आने का मतलब यह है कि वहां रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट 0 है तो इस प्रकार से आप इस एक भाग से दूसरे में जा सकते हैं अब वन पार्ट इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है क्योंकि इसमें प्रतिबाधा को केंद्र में खींचने का मौका बहुत कम होता है क्योंकि एक दिशा का मतलब है आप इसको सिर्फ एक ही एलिमेंट से खींच सकते हैं वास्तविक प्रतिबाधा R1 या G 1 वाले वृत्त पर होनी चाहिए तभी आपको एक अच्छा सन्युग्मता का मिलान मिलता है अगर वास्तविक प्रतिबाधा एक कांस्टेंट रजिस्टेंस वाले वृत्त पर नहीं है तो इस 1 एलिमेंट के जरिए उसको खींचना मुमकिन नहीं है लेकिन यह सारा खेल बदल जाता है अगर हम एक पार्ट की बजाय 2 पार्ट इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करें तो 2 पार्ट से नैरो बैंड इंपेडेंस मैचिंग कहीं ज्यादा वास्तविक है सामान्य रूप से इसे हम L सेक्शन कहते हैं पर कभी कभी उच्चारण के लिहाज से इसे EL सेक्शन भी कहते हैं तो मूल रूप से एक EL सेक्शन में आपके पास एक आर्म और एक ब्रांच होती है जिसका मतलब है कि एक सीरीज एलिमेंट और 1 पैरेलल एलिमेंट होता है तो अब इस L सेक्शन में 8 ऐसी संभावनाएं है आप देखिए कि यह सारा दाएं तरफ लोड है आपके पास या तो एक सीरीज में C हो सकता है या दोनों ही सीरीज या पैरलल में इसका मतलब आर्म और ब्रांच दोनों में C है और दोनों में L है पहले वाले में L और दूसरे वाले में L या फिर ऐसे ही अन्य संयोजन हो सकते हैं तो इसमें ऐसे 8 संयोजन बनाए जा सकते हैं तो 8 L सेक्शन मैचिंग नेटवर्क बनाए जा सकते हैं जिसमें से आप कोई एक चुन सकते हैं आप वह चुन सकते हैं जिसमें एक बिंदु स्मिथ चार्ट को चार क्षेत्रों में विभाजित करें अब आप यहां यह देख सकते हैं कि कैसे यह 4 क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं मान लीजिए कि यह पहला क्षेत्र है जिसका मतलब है कि अगर आपके पास एक एडमिटेंस चार्ट है जिससे हम 1jb वृत्त कहते हैं तो वह वृत्त जो स्मिथ चार्ट की बाई और है जिसकी एक परिधि इस केंद्र से पारित हो रही है और एक परिधि स्मिथ चार्ट के बाई तरफ वाले अंत से पारित हो रही है और फिर आप यहां से एक वृत्त बनाए तो यह आपका पहला क्षेत्र है दूसरा क्षेत्र सामान्य रूप से आपका इंपेडेंस स्मिथ चार्ट वाला 1jb वृत्त है इसी प्रकार से तीसरा और चौथा क्षेत्र आप देख सकते हैं अब अपनी वास्तविक प्रतिबाधा के आधार पर आप इन चीजों पर निर्णय ले सकते हैं तो अगर आप की वास्तविक प्रतिबाधा पहले क्षेत्र में गिरती है तो आपको यह पहली रणनीति अपनानी है और फिर दूसरे क्षेत्र वाली फिर तीसरे क्षेत्र वाले और फिर चौथे वाली तो आप की पहली प्रतिबाधा किस पर निर्भर कर रही है यह आप 1 से 8 के बीच में चुन सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास स्मिथ चार्ट के ऊपर यह चार क्षेत्र है तो पहले क्षेत्र में मूल रूप से R 1 से छोटा होगा यहां R का मतलब R और X का मतलब X वगैरह है तो यह एक कम रजिस्टेंस वाला पार्ट है दूसरा क्षेत्र उच्च रजिस्टेंस वाला पार्ट है तीसरा क्षेत्र कम रजिस्टेंस अथवा कम कंडक्टैंस वाला पार्ट है और चौथा क्षेत्र कम रजिस्टेंस और कम कंडक्टैंस वाला पार्ट है इस आधार पर हमारे यह चार क्षेत्र हैं तो अब यह चीज है कि अगर हम पहले क्षेत्र में है तो हम अपने बिंदु P को P1 कह कर बुलायेंगे इसका यह मतलब है कि वास्तविक प्रतिबाधा अब यहां है अंत में हम इस चार्ट के केंद्र में आना चाहते हैं इसलिए हमारे पास दो रास्ते हैं या तो हम इसे इस प्रकार से खींच सकते हैं और फिर केंद्र तक आ सकते हैं तो आप देखिए किहम P1 से ऐसा कर रहे हैं हमें पता है कि हम 1 एलिमेंट से खींचे जाएंगे और यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है तो हम इसे ऊपर की तरफ से खींचेगे यहां से हम 1jb वाले वृत्त को छुएंगे और फिर यहां से हम केंद्र में आएंगे इसकी वजह हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं और फिर इसे केंद्र तक खींच सकते हैं तो हमारे पास दो विकल्प है तो अगर हम फिर से उस सिंगल पार्ट वाली पुलिंग को देखें तो वहां हम घड़ी की सुई के हिसाब से पुलिंग चाहते हैं तो यहां हमारे पास सीरीज आर्म में Ls होना चाहिए और अगर हमें घड़ी की सुई के हिसाब से पार्लर ब्रांच में पुलिंग चाहिए तो यहां CP है तो यही कारण है कि इस पहले सर्किट के दाएं तरफ यह Ls और Cp हमारी पसंद है दूसरा विकल्प यह है कि हम इसे इस प्रकार से खींच लेंगे ताकि अगर हमें इसे घड़ी की सुई के उलट पुलिंग करनी है तो हमें सीरीज आर्म में Cs चाहिए तथा पार्लर ब्रांच में LP इन दोनों में से एक हमारी पसंद होगी अब यह हमारे ऊपर है कि हम इनमें से किस को चुनते हैं हम देखेंगे कि इन दोनों की आवृत्ति प्रतिक्रिया भी सामान्य रूप से भिन्न है तो पहले आप इनको प्लॉट करें आप रूल आफ थंब से यह भी देख सकते हैं कि दोनों में से किसमें आपको L या C की कम संख्याएं मिल रही हैं जिसका यह मतलब है कि जो डिस्क आप खींच रहे हैं वह वास्तव में इतनी ज्यादा नहीं खींच रही लेकिन यह सिर्फ एक रूल ऑफ़ थंब है जो कि हमेशा कारगर नहीं होता इसलिए आप हमेशा पहले आवृत्ति प्रतिक्रिया को प्लॉट करें और कोशिश करें कि दोनों में से किस को चुनकर आपको अच्छी और चौड़ी बैंडविथ मिल रही है यही चीज आप दूसरे क्षेत्र में कर सकते हैं अगर आप वास्तव में दूसरे क्षेत्र में है यानी कि आप बिंदु P2 पर हैं तो आप यहां से दो तरीकों से खींच सकते हैं आप P2 से या तो नीचे बिंदु D की तरफ आ सकते हैं और फिर D से O तक जा सकते हैं या फिर आप P2 से बिंदु C की तरफ जा सकते थे और फिर C से O पर आ सकते थे तो फिर से आप इस अंतिम चित्र को किसी एक रास्ते के लिए देखें इसका यह मतलब है कि यह वाला आपको वास्तव में यह बताने के लिए मदद कर रहा है कि दोनों में से किस में पुलिंग होगी हमें कौन सा एलिमेंट चुनना है लोगों ने यह पहले ही पता कर लिया है कि दूसरे क्षेत्र में हमारे पास दो विकल्प हैं यही चीज हम ने तीसरे क्षेत्र के लिए करनी है यहां आप बिंदु P3 पर है और यहां से आप यहां तो C पर आ सकते हैं और फिर यहां से O पर जा सकते हैं या आप बिंदु B से होते हुए O तक जा सकते हैं तो इस प्रकार से यहां आपके दो विकल्प हैं अगर हम इस सारी प्रक्रिया का सार करें तो पहला कदम यह है कि हमें वास्तविक इंपेडेंस को G1 या R1 पर खींचना है यह आप की स्थिति पर निर्भर करेगा कि दोनों में से कौन सा उचित रहेगा फिर आप अपने घटक के दूसरे भाग से उसे इस केंद्र में खींचते हैं तो उस घटक का पहला भाग आपको यहां तो R1 या G1 वृत्त तक लगता है और फिर दूसरा भाग आपको इसके केंद्र में लाता है तो पहला भाग हमेशा सीरीज में होगा और दूसरा पैरेलल में अब यह आपको तय करना है कि आपको पहला भाग सीरीज में चाहिए या पैरेलल में तो आप देखिए कि इन सारे डिजाइन में यह आपका निर्णय होगा कि लोड से जिसको पहले जोड़ना है वह सीरीज में हो या पैरलल में और वह कौन सा एलिमेंट होगा यह भी आप पर निर्भर करता है और आप देखिए कि अगर आप की वास्तविक प्रतिबाधा पहले क्षेत्र में है या दूसरे क्षेत्र में तो फिर दो पार्ट्स में से एक L होगा और दूसरा C यही कारण है कि हम हमेशा LC की ओर जाते हैं तो पहला और दूसरा क्षेत्र आपको यह निर्णय करने देंगे कि दोनों घटक एक दूसरे के उलट हो सकते हैं यानी कि LC जब कि तीसरे क्षेत्र में दोनों पार्ट् C हो सकते हैं और अगर वास्तविक प्रतिबाधा चौथे क्षेत्र में है तो फिर दोनों पार्ट् L होंगे अब आप 8टोपोलोजिज़ के बीच में निर्णय ले सकते हैं कि आप किसको चुनना चाहते हैं एक और चीज है कि कई बार कुछ मामलों में यह पक्का नहीं होता कि आपको 2 पार्ट् से यह मिले आपको 1 पार्ट् से भी अच्छा प्रतिबाधा का मिलान मिल सकता है आप हमेशा केंद्र में आए ऐसा नहीं होगा तो यहां एक सूची है जिससे आपको मदद मिलेगी कि अगर आप किसी क्षेत्र में है इस सूची का दूसरा कॉलम यह कहता है कि आप किस क्षेत्र में है और फिर उस हिसाब से आप पहले कॉलम से टोपोलॉजी को चुन सकते हैं और फिर आप उससे बाहर आ सकेंगे लेकिन अगर तीसरा कॉलम यह कहता है कि आप उस क्षेत्र के किसी ऐसे क्षेत्र में है जिस की चुनी हुई टोपोलॉजी में से आप बाहर नहीं आ सकते तो वह एक प्रोहिबिटेड रीजन होता है तो अगर आप किसी प्रोहिबिटेड रीजन में है तो आप उस टोपोलॉजी से बाहर नहीं आ सकते तो आप देख सकते हैं कि यहां कुछ और विचार भी है यहां टोपोलॉजी 7 8 का यह मतलब है कि इसके दोनों घटक इंडक्टेंस है अब एक इंडक्टेंस को उच्च आवृत्ति पर फैब्रिकेट करना बहुत मुश्किल है इसके अलावा इंडक्टेंस कैपेसिटर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगे होते हैं इसलिए आमतौर पर लोग साथ और 8 को महंगे होने के लिहाज से टाल देते हैं फिर DC ब्लॉकिंग DC शार्ट सर्किटिंग DC फीडिंग जैसे कुछ चीजें भी है क्योंकि कई बार कैपेसिटेंस को DC ब्लॉकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है अगर आपके पास इनमें से कोई एक मुद्दा है तो आप कैपेसिटर को मत लेना क्योंकि इसकी वजह से DC ब्लॉकिंग जैसे दिक्कत आ सकती है हमें पता है कि अगर आप दोनों को L रखेंगे तो भी आप के पास DC शार्ट सर्किटिंग जैसी चीज हो सकती है तो 2 सेक्शन मैचिंग को प्रोहिबिटेड रीजन सीमित करते हैं यह हमेशा पक्का नहीं होता कि आप उस टोपोलॉजी में से बाहर आ पाए लेकिन अगर आप एक अच्छे टोपोलॉजी चुनते हैं तो आप चाहे जो मर्जी रास्ता चुने आप कभी प्रोहिबिटेड रीजन तक नहीं जाएंगे तो आपके पास कुछ भी गलत है लेकिन 2 पार्ट्स की कुछ सीमाएं भी है कि आप हमेशा मिलान नहीं कर पाएंगे किसी वजह से वर्क में प्रतिबाधा मिलान करने के लिए 3 पार्ट्स सबसे अच्छा विकल्प है यहां हमने सारी टोपोलॉजी लिखी हुई है हम यहां नहीं जा रहे यह सिर्फ आपको बताने के लिए है अगर आप में से कोई इसको करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि इनमें कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि नंबर 3 वाली टोपोलॉजी मेंदोनों ही पाई टाइप और टी टाइप में कोई प्रोहिबिटेड रीज़न नहीं है तो आप चाहे स्मिथ चार्ट में कहीं भी हो आपकी वास्तविक प्रतिबाधा हमेशाइन टोपोलॉजी के जरिए मैच हो सकती है इस लेक्चर में हमने यह देखने की कोशिश की है L सेक्शन मैचिंग यानी कि कैसे हम प्रतिबाधा मिलान के लिए LC नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप स्रोत और लोड के बीच में एक इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को डाल सकें उनकी प्रतिबाधा आपके हाथ से बाहर है लेकिन अगर आप एक अच्छा LC नेटवर्क वहां डाल सके तो आप उनकी संयुग्मता का मिलान कर सकते हैं तो स्रोत को एक संयुग्मता मिलान बाला नेटवर्क नजर आएगा इसी प्रकार से लोड को भी एक संयुग्मता मिलान बाला नेटवर्क नजर आएगा तो इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क के अंदर शक्ति का अंदरूनी स्थानांतरण हो सकता है यहां कुछ परावर्तन जैसी चीजें भी हो सकती हैं पर हमें उनसे चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम स्रोत को लोड तक लेकर जाना है जो कि हम इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क से कर पा रहे हैं तो यह मिलान निष्क्रिय घटकों द्वारा किया गया है अगले लेक्चर में हम यह देखेंगे कि कैसे हम इसी प्रकार की मैचिंग को डिस्ट्रिब्यूटेड घटकों से कर पाएंगे